व्याख्यान 52 डिस्प्लेसमेंट करंट आइए अब हम संक्षेप में जानें कि हमने अब तक क्या सीखा है विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों के बारे में हमने अब तक जो भी सीखा है वह यह है कि विद्युत क्षेत्र गॉस के नियम Gauss's law को संतुष्ट करते हैं जो यह है कि विद्युत क्षेत्र डाइवर्जेंस रो द्वारा विभाजित एप्सिलॉन 0 के रूप में दिया जाता है जहां रो विद्युत आवेश घनत्व है फिर हमने परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न होने वाले विद्युत क्षेत्र के कर्ल के बारे में जाना है जो कि फैराडे का नियम Faraday's law है ध्यान रखें कि E का कर्ल 0 है आवेश वितरण की वजह से तीसरा हमने सीखा है कि B का कर्ल और यहां मैं निर्वात में बात कर रहा हूं निर्वात में कोई माध्यम नहीं है यह म्यू 0 j के बराबर है जिसे आप बायो सावर्ट नियम कह सकते हैं और अंत में हमने सीखा है कि B का डाइवर्जेंस 0 है जो इस बात से संबंधित है कि कोई चुंबकीय एकध्रुव नहीं हैं चुंबकीय क्षेत्र हमेशा एक विद्युत धारा लूप से निकल रहा है जिसके साथ एक द्विध्रुव की तरह कार्य करता है एक तरह से आप इसे ऐसे बुला सकते हैं जैसे मैं इसे उद्धरणों में डालूंगा चुंबकीय क्षेत्र के लिए गॉस के नियम Gauss's law हमने ये चार चीज़ें सीखी हैं चलें इन समीकरणों की तुलना करते हैं आप देखें अगर आप समीकरण दो और तीन को देखते हैं तो मुझे समीकरण दो और तीन एक तरफ लिख लेना चाहिए आपके पास E का कर्ल माइनस d B dt के बराबर है और B का कर्ल है जो म्यू 0 j है दो समीकरणों को देखें E के कर्ल में पहले समीकरण में हमारे पास परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र से उत्पन्न होने वाला विद्युत क्षेत्र है लेकिन कोई विद्युत धारा नहीं है जो मूल रूप से इससे संबंधित है कि कोई चुंबकीय धारा नहीं है कोई एकध्रुव नहीं हैं या मुक्त चुंबकीय आवेश नहीं है इसलिए कोई विद्युत धारा नहीं है तो विद्युत धारा से बाहर कुछ भी नहीं आ रहा है दूसरी ओर B के कर्ल के सूत्र में मेरे पास एक विद्युत धारा से निकलने वाला चुंबकीय क्षेत्र है हालाँकि मेरे पास एक विद्युत क्षेत्र है जो समय के साथ बदलता रहता है क्या यह संभव है कि यहां एक और टर्म हो सकती है जो चुंबकीय क्षेत्र को जन्म देता है जो कि यहां की अस्मिता है देखें कि मैं इस समीकरण e के कर्ल समीकरण में किसी भी विद्युत धारा की अनुपस्थिति की व्याख्या कर सकता हूं क्योंकि कोई चुंबकीय ध्रुव नहीं हैं लेकिन ऐसा कोई कारण नहीं है कि एक dE dt टर्म यहां नहीं हो सकती है अब हम दिखाएंगे कि यह वास्तव में मौजूद होना चाहिए और इसे डिस्प्लेसमेंट करंट के रूप में जाना जाता है और इसे मैक्सवेल द्वारा पेश किया गया था और जो विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र का वर्णन करने वाले समीकरणों के संग्रह को पूरा करेगा तो मुझे बायो सावर्ट नियम के साथ शुरू करना चाहिए जिसे आप स्थायी विद्युत धाराओं के लिए याद करते हैं और स्थिर विद्युत धाराओं से मतलब है जो समय के साथ नहीं बदल रहे थे इसका मतलब है विद्युत धारा घनत्व का डाइवर्जेंस 0 था जिसका उपयोग हमने कहीं न कहीं किया है और सूत्र से मुझे पता चलता है कि B का कर्ल म्यू 0 j के बराबर था यदि आप उस व्याख्यान पर वापस जाते हैं तो आप देखेंगे कि इस फॉर्मूले को प्राप्त करने के तरीके के साथ एक शब्द था जो डेल डॉट j के लिए आनुपातिक था जो हमने कहा था कि इस स्थायी विद्युत धाराओं के कारण 0 था यदि यह टर्म 0 सही नहीं है तो क्या होगा अगर डेल डॉट j 0 के बराबर नहीं है तो यह माइनस d रो dt के बराबर होगा जहां रो आवेश घनत्व है और गॉस के नियम Gauss's law का उपयोग करके यह टर्म मुझे माइनस d भाग dt e गुणा एप्सिलॉन 0 का डाइवर्जेंस देता है तो दाहिने हाथ की तरफ इस तरह का एक टर्म हो सकता है अगर मैं B का कर्ल लेता हूं लेकिन विद्युत धारा को स्थिर न लें आइए अब एक और तरीका देखें कि यह कैसे उत्पन्न होता है और यह विशुद्ध रूप से गणितीय होगा अगर मैं इस समीकरण को देखता हूं B का कर्ल म्यू 0 j के बराबर है और दोनों पक्षों का डाइवर्जेंस लेता हूं तो दोनों पक्षों का डाइवर्जेंस b के कर्ल का डाइवर्जेंस म्यू 0 डाइवर्जेंस j के बराबर होता है म्यू 0 के विचलन के बराबर होता है अब कर्ल का डाइवर्जेंस हमेशा गणितीय रूप से 0 होता है इसलिए यह शब्द दाहिने बाएँ हाथ की ओर हमेशा 0 होता है गणित आपको बताता है दूसरी ओर यदि रो या आवेश घनत्व समय का फलन है तो दाहिने हाथ की ओर माइनस म्यू 0 d रो dt है जो हमने पहले भी यहां देखा था दाहिने हाथ की ओर 0 नहीं है और इसलिए इस समीकरण में एक विसंगति है हम उस विसंगति को कैसे दूर करते हैं तो हम लिखते हैं कि डेल क्रॉस b म्यू 0 j के बराबर है और एक और सदिश v जोड़ें ताकि जब मैं दोनों पक्षों का डाइवर्जेंस लेता हूं तो दोनों पक्षों का उत्तर 0 आता है इसलिए अगर मैं b के कर्ल का का डाइवर्जेंस लेता हूं जो गणितीय रूप से हमेशा 0 होता है तो यह म्यू 0 j का डाइवर्जेंस प्लस v का डाइवर्जेंस के बराबर होने वाला है जो कुछ भी नहीं है लेकिन म्यू 0 गुना माइनस d रो dt प्लस v का डाइवर्जेंस है इस समीकरण का उपयोग करके जो कि E का डाइवर्जेंस रो द्वारा विभाजित एप्सिलॉन 0 के बराबर है हम इस समीकरण को एप्सिलॉन 0 म्यू 0 d भाग dt e का डाइवर्जेंस माइनस चिह्न के साथ प्लस v का डाइवर्जेंस के रूप में लिख सकते हैं इसलिए हमारे पास इन समीकरणों से क्या होता है v का डाइवर्जेंस माइनस एप्सिलॉन 0 म्यू 0 d e dt 0 के बराबर है इसलिए हम इस v को एप्सिलॉन 0 म्यू 0 d e dt के बराबर लेते हैं तो इसलिए B के कर्ल के लिए सही समीकरण है B का कर्ल म्यू 0 j प्लस म्यू 0 के बराबर है और यह अतिरिक्त टर्म एप्सिलॉन 0 d e dt है यह भी विद्युत धारा टर्म की तरह है लेकिन यह इसके अतिरिक्त है और यह इसे गणितीय रूप से सुसंगत बनाता है यह टर्म जिसे हमने अभी जोड़ा है इस अतिरिक्त टर्म एप्सिलॉन 0 d e dt को डिस्प्लेसमेंट करंट के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह इस मात्रा से संबंधित है जिसे विस्थापन D कहा जाता है जो कि निर्वात में एप्सिलॉन 0 e है तो हम इन सभी समीकरणों को फिर से लिखते हैं इसलिए हमारे पास विद्युत क्षेत्र के लिए गॉस का नियम Gauss's law है E का डाइवर्जेंस रो से विभाजित एप्सिलॉन 0 के बराबर है फिर हमारे पास माइनस dB dt है फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि यह माइनस B का कर्ल समीकरण क्या वे समय के साथ बदल रहे हैं या समय के साथ नहीं बदल रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटोस्टैटिक सब कुछ इन चार समीकरणों द्वारा वर्णित है तो पूरे इलेक्ट्रोडायनामिक्स क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स इन चार समीकरणों पर आधारित हैं इस व्याख्यान में हालाँकि हमारा ध्यान डिस्प्लेसमेंट करंट केंद्रित है क्योंकि हम इसे समझना चाहते हैं और डिस्प्लेसमेंट करंट और इसके प्रभावों को समझना चाहते हैं इसलिए डिस्प्लेसमेंट करंट और इसका प्रभाव दिखाने के लिए अक्सर यह उदाहरण दिया जाता है एक तार से जुड़े समानांतर प्लेट संधारित्र को ले जो विद्युत धारा I को भीतर ला रहा है जैसे यह दूसरे रास्ते से बाहर जा रहा है यदि समय के साथ विद्युत धारा बदल रही है यदि कोई विद्युत धारा समय में बदल रही है तो पृष्ठ पर सिग्मा में लाया गया आवेश भी बदल जाएगा तो प्लेटों पर सिग्मा या पृष्ठ आवेश भी बदल जाएगा यदि ऐसा होता है इसका मतलब है प्लेटों के बीच का विद्युत क्षेत्र भी बदलता है सही तो क्या होता है यदि यह I समय का फलन है तो यह विद्युत क्षेत्र यहाँ E समय फलन हो जाता है सही और इसका मतलब यह है कि इसका तात्पर्य यह है कि समय के संबंध में E का आंशिक व्युत्पन्न 0 नहीं है प्लेटों के बीच एक डिस्प्लेसमेंट करंट है और इसका कुछ प्रभाव होना चाहिए क्योंकि अब मुझे पता है कि हालांकि कोई भौतिक विद्युत धारा नहीं है B का कर्ल म्यू 0 एप्सिलॉन 0 d E dt के बराबर है और प्लेटों के बीच B का कर्ल 0 नहीं होने वाला है यदि B का कर्ल 0 नहीं है तो इसका मतलब है कि प्लेटों के बीच भी कुछ चुंबकीय क्षेत्र होगा हालाँकि आमतौर पर आप इसकी उम्मीद नहीं करते हैं इन राशियों की गणना करें तो आइए हम इसे सरलता के लिए लेते हैं आइए हम इस गोलाकार प्लेट को लेते हैं तो यहाँ पर गोलाकार प्लेट है यहाँ पर दूसरी गोलाकार प्लेट है विद्युत धारा I I t आ रही है और इसके बाहर जा रही है सादगी के लिए हम यहां आने वाले किसी भी मौजूदा विद्युत धारा समय की अनदेखी करेंगे ताकि हम मान लें जैसे ही विद्युत धारा आवेश आए पूरी प्लेट में समान रूप से विभाजित हो तो I t d q d t प्लेट का क्षेत्रफल a है गुना d सिग्मा d t है तो d सिग्मा dt I t द्वारा विभाजित a के समान है मुझे गॉस के नियम Gauss's law से भी से भी पता है जो इस गतिशील स्थिति में भी सत्य है रो से विभाजित एप्सिलॉन 0 कि प्लेटों के बीच E सिग्मा से विभाजित एप्सिलॉन 0 के बराबर होने वाला है और इसलिए d E dt एकसमान है इसलिए मैं एक आंशिक व्युत्पन्न लिखने के बारे में भी चिंता नहीं कर रहा हूं E एकसमान है यहां dE dt जो कि 1 से विभाजित एप्सिलॉन 0 d सिग्मा से विभाजित d t है यह I t से विभाजित a एप्सिलॉन 0 होने जा रहा है और इसलिए डिस्प्लेसमेंट करंट डिस्प्लेसमेंट धारा घनत्व j डिस्प्लेसमेंट धारा घनत्व jd यह एक सदिश है लेकिन इसका सदिश उसी दिशा में है जिसमें विद्युत क्षेत्र है यह एप्सिलॉन 0 आंशिक E आंशिक t It से विभाजित a के बराबर होने वाला है यह एक डिस्प्लेसमेंट करंट है तो यह ऐसा है जैसे कि यह विद्युत धारा जो भीतर आ रहा है इस क्षेत्र a में फैला हुआ है और फिर इसके माध्यम से जा रहा है तो विद्युत धारा प्रति इकाई क्षेत्र It से विभाजित a बन जाता है इस डिस्प्लेसमेंट करंट के कारण एक चुंबकीय क्षेत्र होने जा रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र समीकरण B का कर्ल म्यू 0 एप्सिलॉन 0 d E dt या म्यू 0 j d के बराबर है यह ठीक वह समीकरण है जो एक नियमित धारा के कारण भी होता है और इसलिए यहाँ B क्षेत्र गोलाकार होने जा रहा है जैसे कि यह कागज के ऊपर से नीचे की ओर कागज में निकल रहा है और यह B क्षेत्र बनने जा रहा है उत्पादन किया तो बदलते विद्युत क्षेत्र प्लेटों के बीच चुंबकीय क्षेत्र को जन्म देंगे और बाहर भी यह डिस्प्लेसमेंट करंट का प्रभाव है